सभी को नमस्कार इस सप्ताह के 4 थे लेक्चर में आपका स्वागत है पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि PCFGs क्या है और अंत में हमने जाना वे क्या दिलचस्प समस्याएं हैं जिनका हम जवाब देना चाहते हैं इसलिए उदाहरण के लिए मेरे PCFG ग्रामर के अनुसार किसी दिए गए वाक्य के लिए सबसे अधिक संभावित पार्स क्या है और ग्रामर के अनुसार वाक्य की संभावना क्या है अंत में हम यह भी देखना चाहते थे कि मैं अपने PCFG नियम की संभावनाओं को कैसे सीखूं यदि आपको याद है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और संभाव्यता संस्करण के बीच केवल यही अंतर था कि यहाँ सभी उत्पादन नियमों का एक प्रायिकता मान है तो मैं इन मूल्यों को कैसे सीखूं तो यह वही है जिसे हम इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में शामिल करेंगे और हम इंसाइड आउटसाइड प्रोबेबिलिटीज नाम की एक विशिष्ट अवधारणा का उपयोग करेंगे और यह HMM लर्निंग पैरामीटर में जो आपने पढ़ा था फॉरवार्ड बैकवर्ड एल्गोरिदम के अनुरूप होगा तो हम उस पर जाएंगे पहली समस्या से शुरू करते हुए मुझे एक वाक्य के लिए सबसे अधिक संभावित पार्स का कैसे पता चलेगा और इसे हल किया जा सकता है यदि हम PCFG के लिए CKY एल्गोरिथ्म का उपयोग करते हैं इसलिए हमने पिछली कक्षा में जो उदाहरण लिया था मुझे आशा है कि उससे अब आप समझेंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए CKY एल्गोरिदम का उपयोग कैसे करें तो आज मैं दिखाऊंगा कि आप PCFG के लिए कैसे उसका विस्तार करते हैं एक उदाहरण लेते हैं तो हमारे पास यह PCFG है इसलिए आप प्रत्येक नियम के साथ यहां क्या देख रहे हैं आपके पास एक नियम की संभावना भी है और आप यह सत्यापित कर सकते हैं कि किसी दिए गए दाएं हाथ से शुरू होने वाली सभी संभावनाएं का जोड़ 1 होगा तो अब मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि इस वाक्य के लिए सबसे अधिक संभावित पार्स कौन सा है वही वाक्य द पायलट लाइक्स फ्लाइंग प्लेंस इसलिए इसके लिए मुझे यह पता लगाना होगा कि मैं अंतिम स्थिति में इस पूरे वाक्य को 0 से 5 तक प्राप्त करने के लिए कितनी संभावना यह है कि मुझे एक नॉन टर्मिनल मिलेगा इसलिए हम लगभग उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं जैसे हमने CKY के मामले में किया था तो मैं क्या करूंगा मैं यहां फिर से वही उदाहरण लेता हूं जैसे हमने CKY को हल किया था और उसके साथ वे कौन सी चीजें हैं जो आपको यहां अलग करने की जरूरत हैं यह वही है जो हमने पिछली बार देखा था इसलिए अगर हमें निर्माण करना है अगर हमें यह पता लगाना है कि क्या है क्या वाक्य इस पूरी बात को प्राप्त कर सकता है मैं इसे 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 से भरना शुरू करूंगा फिर मैं आगे जाऊंगा तो अब मैं सिर्फ यह बताऊंगा कि PCFG के मामले में क्या अंतर होगा इसलिए अब प्रत्येक नॉन टर्मिनल के साथ संभावना होगी जिसके साथ वह उस विशेष टर्मिनल या टर्मिनलों का एक सेट प्राप्त कर सकता है तो यह पहले एलिमेंट से शुरू हो रहा है तो यह कहता है कि नॉन टर्मिनल DA a को प्राप्त करता है अब मैं यहां लिखूंगा क्या संभावना है इसलिए यदि आप अपने ग्रामर पर जाते हैं तो डीटी मुझे 03 संभावना देता है तो मैं यहां 03 डालूंगा इसी तरह इस एलिमेंट के लिए क्या संभावना है कि NN मुझे पायलट देता है और अगर मैं अपने ग्रामर को देखता हूं तो यह 01 है इसी तरह यहां क्या संभावना है कि VBZ लाइक्स को प्राप्त करता है यह मुझे 04 देता है और इस तरह मैं इन प्रविष्टियों को भर दूंगा अब यह ठीक है अब जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह यह है कि मैं अगली प्रविष्टि जो कि 0 2 है उसे कैसे भरू क्या संभावना है जिसके साथ नॉन टर्मिनल NP ए पायलट के सीक्वेंसक्रम को प्राप्त करता है अब अगर आपको याद है तो एक नॉन टर्मिनल 2 नॉन टर्मिनलों को प्राप्त कर सकता है 2 टर्मिनल केवल 2 नॉन टर्मिनलों के माध्यम से तो इसे पहले x 0 1 x 1 2 प्राप्त करना होगा फिर इनमें से प्रत्येक को अलग अलग a और पायलट को प्राप्त करना होगा तो मैं इस संभाव्यता मान को कैसे भरूं तो यह संभावना होगी कि NP DT को प्राप्त करता है NN गुना DT से a प्राप्त करने की संभावना गुना NN से पायलट प्राप्त करने की संभावना यह संभावना मुझे अपने PCFG से मिल सकती है इसलिए यह संभावना अगर मैं अपने ग्रामर में देखता हूं तो यह 03 है यह संभावना जिसे मैं पहले ही भर चुका हूं यह 03 है और इस संभावना को भी मैंने इसमें भरा है जो 01 है NP ए पायलट को प्राप्त करता है इसकी संभावना यह है 9 गुना 10 का पावर माइनस 3 और यही मैं यहां भरता हूं और उसी तरह से आप सभी प्रविष्टियां भरेंगे यदि यह 5 है तो इसका मतलब संभावना होगी 0 और अगर यहां कोई नॉन टर्मिनल है इसका मतलब है कुछ निश्चित संभावनाएँ होंगी और यह आप इसमें से प्रत्येक की अलग अलग संभावना प्राप्त करके पता लगा सकते हैं और इस नियम की संभावना को गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं तो इस तरह से आप बॉटम अप के फैशन में सभी स्थिर रूप से निर्माण कर सकते हैं जो हम पहले एलिमेंट से शुरू कर रहे हैं फिर अगले में और इसी तरह इसलिए याद रखें लगभग उसी तरह जैसा हमने पिछली कक्षा में किया था केवल संभावनाएं और बहुक्रियाशील संभावनाएं बदल जाएंगी मान लीजिए कि आप इस उदाहरण के लिए ऐसा करते हैं तो यह आपको पता चलेगा तो ये नियम संभावनाएं हैं जो आपको मिलेंगे इसलिए मैं आप सभी को प्रोत्साहित करूंगा कि अपने आप यह कोशिश करें और देखें कि आपको वही सेट ऑफ वैल्यूज मिल रहे हैं जो स्लाइड में दिखाए गए हैं अब अगले प्रश्न पर आते हैं मुझे अपने ग्रामर के रूप में PCFG दिया जाता है मुझे कैसे पता चलेगा कि वाक्य की संभावना क्या है इसलिए एक सरल उपाय जो आप हमेशा पा सकते हैं वह यह है कि मैं सभी संभावित पार्स ट्री का पता लगाता हूं प्रत्येक पार्स ट्री के लिए संभाव्यताएं ढूंढता हूं और उन सभी को जोड़ देता हूं जो एक तरीका है लेकिन यह आपको अक्षम हो सकता है यदि बहुत बड़ी संख्या में पार्स ट्री हो यदि आप परिचयात्मक स्लाइडों में से एक को याद करते हैं तो हमने कहा कि जैसे ही आप वाक्य में शब्दों की संख्या बढ़ाते हैं या वाक्यांशों की संख्या बढ़ाते हैं संभावित पार्स की संख्या में लगभग तेजी से वृद्धि होती है उनके साथ पेकलेट नंबर की तरह कुछ था और यह 100 से अधिक पार्स जा सकता है इसलिए आप इसे जोड़ना नहीं चाहेंगे अलग अलग संभावना को प्राप्त करना और फिर उसका जोड़ इसके अलावा आप इससे अधिक कुशल कुछ करना चाहते हैं और हम यह कैसे करते हैं और यही कारण है कि हम यहां इनसाइड एल्गोरिथ्म का उपयोग करते हैं जो इस लेक्चर के मुख्य विषयों में से एक है तो इनसाइड एल्गोरिथ्म क्या है और यह कुछ डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथ्म है जो इनसाइड आउटसाइड संभावनाओं की अवधारणा पर आधारित है अब मैं परिचय देने की कोशिश करूंगा कि इनसाइड आउटसाइड संभावना क्या है तो यह इस लेक्चर को समझने के साथ साथ अगले लेक्चर को समझने के लिए बहुत जरूरी है तो हम समझने की कोशिश करते हैं अवधारणा क्या है और सिर्फ इतना है कि यह आपकी मदद करता है यह फॉरवार्ड बैकवर्ड एल्गोरिथ्म की अवधारणा के बहुत ही समान है जो हमने HMF के मामले में किया था तो इनसाइड आउटसाइड संभावनाएं क्या है इसलिए मैं अपने ट्री के कुछ नोड के लिए इसे पैरामीटराइज्ड मानकीकृत कर सकता हूं तो आप इस चित्र में क्या देख रहे हैं मेरे पास W 1 से W m शब्दों के साथ एक वाक्य है और N 1 नॉन टर्मिनल है आप इसे नॉन टर्मिनल वाक्य के रूप में सोच सकते हैं जो मेरे ग्रामर का उपयोग करते हुए शब्दों के पूरे अनुक्रम को प्राप्त करता है अब मैं यहाँ एक पैरामीटर रख रहा हूँ जो कि N j है N j एक विशेष नॉन टर्मिनल है यह N p v p या इस तरह का हो सकता है इसलिए मैं यहां कह रहा हूं मान लें कि एक नॉन टर्मिनल N j है जो W p से W q तक अनुक्रम में प्राप्त करता है फिर से p और q आर्बिट्रेरी हैं तो आप 1 से शुरू होकर m माइनस 1 तक किसी भी p को ले सकते हैं तो मैं यहाँ क्या पैरामीटराइज्ड कर रहा हूं कि यह N j है जो W p से W q तक अनुक्रम में प्राप्त करता है इसलिए अब मैं परिभाषित कर रहा हूं उस संबंध में मेरी इनसाइड संभावनाएं क्या हैं और मेरी आउटसाइड संभावनाएं क्या हैं तो आप इस तरह अनुमान लगा सकते हैं कि यह उस के कुछ बाहर है और यह उस के कुछ अंदर है मैं अपने इनसाइड और आउटसाइड संभावनाओं को कैसे परिभाषित करूं तो आउटसाइड संभावना यह है कि यह N 1 से शुरू हो रहा है मैं W 1 से W p माइनस 1 तक अनुक्रम में प्राप्त कर सकता हूं मैं यह नॉन टर्मिनल W क्षमा कीजिएगा N j और W q प्लस 1 से W m तक अनुक्रम में प्राप्त कर सकता हूं यह है मेरी आउटसाइड संभावना और इनसाइड संभावना यह दी जाती है कि इस N j की संभावना जो मेरे ग्रामर के अनुसार W p से W q तक प्राप्त कर सकता हूं और फिर उसी तरह के विचारों का पालन करूंगा कि अगर मैं इनसाइड और आउटसाइड संभावनाओं का गुणा कर सकता हूं तो इससे मुझे कुछ मिलेगा जैसे इस विशेष j वें नॉन टर्मिनल द्वारा पैरामीटराइज्ड वाक्य की संभावना इसलिए औपचारिक रूप से मैं इस तरह इनसाइड और आउटसाइड संभावनाओं को लिख सकता हूं आउटसाइड संभावना अल्फा j p q जो कि मानक प्रारूप है जिसे हम लिख सकते हैं कि p q W p W q के अनुक्रम को दर्शाता है जिस पर यह पैरामीटराइज्ड है और j विशेष नॉन टर्मिनल N j को दर्शाता है तो आउटसाइड संभावनाएं ग्रामर द्वारा दिया गया W 1 से W p माइनस 1 s और j p q और W q प्लस 1 से m तक उत्पन्न करने की संभावना है और इनसाइड संभावनाएं जब N j दिया हुआ है W p से W q तक उत्पन्न करने की संभावना है इसलिए यह भी N j p q द्वारा पैरामीटराइज्ड है क्योंकि यह W p से W q तक और मेरे ग्रामर में आ रहा है तो इसीलिए मैं इनसाइड और आउटसाइड संभावनाओं को परिभाषित करता हूं अब हम एक सरल उदाहरण लेते हैं मेरे पास वाक्य है द गनमैन स्प्रेड द बिल्डिंग विद बुलेट्स और यहां आपका p q 4 और 5 है इसलिए आप इस क्रम द बिल्डिंग के संबंध में पैरामीटर बना रहे हैं तो तदनुसार यह विशेष नॉन टर्मिनल होगा जो NP है जो द बिल्डिंग प्राप्त कर रहा है तो अब इनसाइड संभावना का क्या मतलब है तो इनसाइड संभावनाएं क्या संभावना है कि इस स्थान पर यह नॉन टर्मिनल NP इस क्रम में द बिल्डिंग को प्राप्त करता है यह मेरी इनसाइड संभावना है और आउटसाइड संभावना क्या होगी यहां जो N 1 से शुरू हो रही है मैं अनुक्रम प्राप्त कर सकता हूं द गनमैन स्प्रेड यह NP और विद बुलेट्स यह मेरी आउटसाइड संभावना है तो यह वही है जो हमने आउटसाइड संभावना में परिभाषित किया है अल्फा NP 4 5 इस अनुक्रम द गनमैन स्प्रेड NP 4 5 और विद बुलेट्स की संभावना होगी जब मेरा ग्रामर दिया गया है और इनसाइड संभावना बीटा NP 4 5 द बिल्डिंग को प्राप्त करने की संभावना होगी जब NP 4 5 और ग्रामर दिया गया है अब यह इनसाइड और आउटसाइड संभावनाओं की परिभाषा है अब मैं वास्तव में जब यह वाक्य दिया गया है तो यह इनसाइड और आउटसाइड संभावना की गणना कैसे कर सकता हूं और मान लीजिए कि हमारा ग्रामर भी मुझे दिया गया है तो मैं कैसे गणना करूं j इनसाइड संभावना के लिए तो हम देखते हैं कि यह इनसाइड संभावना की परिभाषा है अब मेरे ग्रामर में जब नॉन टर्मिनल N j p q दिया गया हो बीटा j p q है W p से W q तक केअनुक्रम को प्राप्त करने की संभावना इसलिए मैं इन दोनों संभावनाओं को इटरेटिव तरीके से प्राप्त करूंगा तो यहां बेस केस क्या होगा इसलिए यदि आप देखते हैं तो यहां बेस केस तब होगा जब p और q एक समान होंगे तो मैं एक नॉन टर्मिनल से सिंगल टर्मिनल प्राप्त कर रहा हूं और यदि आपका ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है तो आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं तो क्या विशेष नॉन टर्मिनल है जो इस शब्द को प्राप्त करता है तो यह एक टर्म बेस को प्राप्त करने के लिए बेस केस होगा और फिर मैं बॉटम अप फैशन में उच्च और उच्च अनुक्रमों के लिए इनसाइड संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए जाऊंगा तो यहाँ बेस केस तब है जब P q के बराबर है तो बीटा j k k W k k गिवेन N j k k और G की संभावना के बराबर होगा अब W k k एक k से k तक एकल शब्द अनुक्रम है और मैं तुरंत पता लगा सकता हूँ कि मेरे ग्रामर में क्या भूमिका है जो इस शब्द W k k को प्राप्त करता है और मैंने इस नियम की संभावना को यहाँ रखा है और यह मुझे इस संभावना बीटा j k k को देगा अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेरा शब्द बिल्डिंग है तो यह 5 वाँ शब्द है इसलिए मैं 5 5 के लिए बीटा की गणना कर रहा हूं और मान लीजिए कि मैं N j को NN के बराबर ले रहा हूं जो नॉन टर्मिनल में इस शब्द को प्राप्त करने में काम करता है तो आप बीटा NN 5 5 की गणना उस संभावना के रूप में कर सकते हैं जिसके साथ नॉन टर्मिनल NN इस शब्द बिल्डिंग को प्राप्त कर सकता है और यह आसानी से मेरे ग्रामर द्वारा दिया गया है तो यह मेरा बेस केस है अब इंडक्टिव केस क्या होगा इसलिए मुझे बॉटम अप जाना होगा तो आइए हम जेनेरिक बीटा j p q लेते हैं मैं इसे छोटे वैल्यूज के संदर्भ में कैसे प्राप्त करूं तो हमें वह करने की कोशिश करनी चाहिए अगर मुझे दिया जाता है कि मुझे बीटा j p q की गणना करनी है तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि मेरे पास एक नॉन टर्मिनल N j है और यह एक अनुक्रम W p से W q तक प्राप्त कर रहा है और मुझे इस संभावना की गणना करनी है जहां दिया गया है कि N j अनुक्रम W p से W q तक की संभावना है क्योंकि मैं इसे बॉटम अप फैशन में कर रहा हूं और मुझे उचित निचलेछोटे वैल्यूज का उपयोग करना होगा मैं पहले कहूंगा कि N j मुझे कुछ N r और N s दे सकता है अब N r W p से कुछ W d तक प्राप्त करेगा इसलिए बहुत जेनेरिक केस है इसलिए यह N j से प्राप्त होनेवाले कोई भी संभव N r और N s हो सकता है और फिर से मैं W p से किसी भी W d तक जा सकता हूं इसलिए आप देख सकते हैं कि d क्या से भिन्न हो सकता है d P से q माइनस 1 तक भिन्न होता है और यह N s मुझे W d प्लस 1 से W q तक देता है यह मेरा रिकरसिव केस है अब मैं इस संभावना को कैसे लिखूं तो मैं कहूंगा कि यह पहली संभावना है कि N j से नॉन टर्मिनल N r और N s को प्राप्त करने का नियम है अब N j से N r N s प्राप्त होने की संभावना के गुना यह संभावना यहाँ N r दिया गया है तो क्या संभावना है कि N r दिया N r यह W p से W d तक फिर से प्राप्त होता है आप इसका उपयोग करके गणना कर सकते हैं तो आप इसे इनसाइड संभावना के तरह व्यक्त कर सकते हैं जो कि बीटा r p d है इसी तरह यह 1 बीटा s d प्लस 1 से q है अब यह उस विशेष भिन्नता के लिए है जो मैंने दिखाया है लेकिन सामान्य तौर पर d p से q minus 1 तक भिन्न हो सकता है वे किसी भी संभावित N r और N s हो सकते हैं तो मुझे यह पूरी बात लिखनी होगी मुझे इसे X कहना होगा तो मुझे यह कहना होगा कि यह p से q माइनस 1 तक भिन्न हो सकता है और सभी संभव N r N s और मैं यहां x डालूंगा तो यह मेरा इंडक्टिव स्टेप है अब सभी संभावित r s और सभी संभव d के ऊपर पैरामीटराइजेशन से मेरा क्या मतलब है तो अगर आप इस सरल वाक्यांश का मामला लेते हैं द ह्यूज बिल्डिंग तो विभिन्न d से मेरा क्या मतलब है इसलिए अगर मेरे पास यह है d की भिन्नता से द ह्यूज बिल्डिंग तो मेरा मतलब है कि क्या मैं इसे द ह्यूज और बिल्डिंग या द और ह्यूज बिल्डिंग d की 2 भिन्नता से तैयार कर रहा हूं और सभी संभव N r और N s के ऊपर पैरामीटराइजेशन से मेरा क्या मतलब है तो जो विशेष नॉन टर्मिनल है जो इस पूरी चीज़ का समर्थन करता है वह इस NP का समर्थन कर सकता है यह कह सकता है कि NP मुझे DT NN देता है यह 1 संभावना है यह DT NN है या कोई अन्य नियम बना सकता है NP मुझे DT NNS देता है यह एक और संभावना है तो यह सभी संभव N r N s पर पैरामीटराइजेशन है और यह संभव d से अधिक है अब हमने देखा है कि आप इसे पहले केवल टर्मिनलों के लिए गणना कर सकते हैं और फिर बॉटम अप अन्य मूल्यों की गणना करने के लिए अब यदि आप एक सरल उदाहरण करते हैं तो यह फिर से वही है जो हमने पहले देखा है इसलिए मुझे यह PCFG दिया गया है और यह मेरा वाक्य है और मैं यहां इनसाइड संभावनाओं की गणना करना चाहता हूं इसलिए मैं इसके बारे में कैसे जाऊं और आप तालिका को देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि हमने CKY एल्गोरिथ्म के मामले में जैसा किया है वैसा ही कुछ करेंगे लेकिन अब हम इसे भरने पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि विशेष नॉन टर्मिनल से इसे प्राप्त करने की इनसाइड की संभावना क्या है तो चलिए यहाँ कुछ प्रविष्टियाँ भरने का प्रयास करते हैं आइए हम केवल पहले 2 का प्रयास करें यह एस्ट्रोनोमर्स है और यह सॉ है और मुझे इनसाइड संभावनाओं को भरना है तो यह होगा इसलिए अब जिस तरह से हमने इनसाइड संभावना को परिभाषित किया यह 1 1 होगा यह शब्द 2 से शब्द 2 तक 2 2 अनुक्रम होगा यह शब्द 1 से शब्द 2 तक अनुक्रम होगा अब जब मैं बीटा j p q को परिभाषित करता हूं तो यहाँ p और q दोनों 1 हैं इसलिए मुझे यह पता लगाना होगा कि वे नॉन टर्मिनल क्या है जो इन शब्द एस्ट्रोनोमर्स को प्राप्त करते हैं अब अगर मैं एक ग्रामर को देखता हूं और यह एस्ट्रोनोमर्स को 01 की संभावना के साथ प्राप्त करते हैं तो मैं यहां इनसाइड संभावना को भर सकता हूं बीटा NP 1 1 1 1 आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है और मैं सिर्फ यहाँ 01 के बराबर है ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि 1 1 पहले से ही विशेष सेल द्वारा परिभाषित किया गया है जहाँ हम हैं इसी तरह हमें 2 2 पर जाने दें 2 2 सॉ है अगर मैं ग्रामर देखता हूं तो NP से सॉ प्राप्त होता है NP से सॉ प्राप्त होता है तो वहाँ 2 अलग हैं तो यह वह जगह है जहां आप देख सकते हैं कि यहां 2 अलग अलग j हैं जो संभव हैं तो एक बीटा V है दूसरा बीटा NP है और इसमें मेरे ग्रामर का उपयोग करके पहली की संभावना 1 है और इसमें दूसरे की संभावना 004 है अब मान लीजिए कि मुझे यह एक 1 2 भरना है विशेष नॉन टर्मिनल क्या है जो इस पूरी चीज़ को फिर से प्राप्त करेगा जैसा कि हम CKY में कर रहे थे कुछ ऐसा है जो NP और NP को प्राप्त करता है अगर मैं अपने ग्रामर को देखता हूं तो कुछ भी NP और NP को दाहिने हाथ की ओर प्राप्त नहीं करता है अब कुछ ऐसा है जो NP और उसके बाद V को प्राप्त करता है फिर से यहाँ कुछ भी नहीं है NP और उसके बाद V तो यह 0 निकलेगा मान लीजिए कि ऐसा कुछ है जो NP को V से फॉलो करता है तो मुझे यह पता लगाने में आसानी होगी वह कौन सा नॉन टर्मिनल है जो इसे प्राप्त करता है और उसकी संभावना इस गुना इस गुना नियम की संभावना के बराबर होगी यह जैसा हम CKY के मामले में प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए करते थे उसी की तरह है बस यहां अंतर यह है कि यदि एक ही नॉन टर्मिनल के लिए कई विभाजन हैं तो मैं इन सभी को जोड़ दूंगा इसलिए उदाहरण के लिए एक ही नॉन टर्मिनल इसलिए मैं एक काल्पनिक मामला ले रहा हूं मान लीजिए कि एक ही नॉन टर्मिनल X NP और उसके बाद V को प्राप्त करता है और NP और उसके बाद NP को भी प्राप्त करता है अगर पी 1 की संभावना नियम संभावना है तो यह P 2 की संभावना है तो मैं यहाँ बीटा x डालूँगा और यह P 1 गुना 01 गुना 1 प्लस P 2 गुना 01 गुना 004 होगा और यही कारण है कि मैं सभी प्रविष्टियाँ भरता हूँ मैं उन सभी संभावित तरीकों का ध्यान रखूंगा जिनमें यह विशेष नॉन टर्मिनल से हमें यह प्राप्त हो सकता है फिर इसलिए यदि आप ऐसा करते रहते हैं तो आप यही देखेंगे इसलिए हमने इस प्रविष्टि और इस प्रविष्टि और इस प्रविष्टि में भर दिया था लेकिन मैं आपको इस तालिका की सभी प्रविष्टियों को भरने के लिए प्रोत्साहित करूंगा और देखूंगा कि क्या आप इस विशेष शब्द को प्राप्त कर सकते हैं कि वाक्य की संभावना क्या है जिससे यह पूरी बात उत्पन्न होती है तो अब यदि आप इस तालिका को देखते हैं तो आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिलता है कि मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरे वाक्य की क्या संभावना है समान संभावनाओं का उपयोग करके और इस मामले में 1 से m या 1 से 5 तक बीटा की गणना करूं यही आपको इस पूरे वाक्य की संभावना देते हैं तो यह इनसाइड संभावनाओं के बारे में था अब मैं आउटसाइड संभावनाओं की गणना कैसे करूं इसलिए यदि आपको याद है तो यह वही है जो हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड एल्गोरिथम के मामले में किया है तो अब इनसाइड संभावनाएं हम बॉटम अप तरीके से गणना कर रहे हैं और यह टॉप डाउन तरीके से गणना की जाएगी और बेस केस क्या होगा बेस केस बहुत सरल होगा जो कि क्या मैं पूरे अनुक्रम 1 से m तक उत्पन्न कर सकता हूं और अब क्योंकि यह ग्रामर संबंधी वाक्य है जिसे हम मान रहे हैं तो केवल पहला नॉन टर्मिनल जो वाक्य है या आप इसे N 1 के रूप में लिख सकते हैं इस पूरे वाक्य को प्राप्त कर सकता है और कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है तो यही कारण है कि बेस केस अल्फा 11 से m तक होगा जो कि 1 है यदि यह j 1 है अन्यथा यह 0 होगा अगर मैं अल्फ़ा 1 लिखता हूँ तो 1 से m तक 1 होगा और अल्फ़ा j 1 से m तक 0 होगा अगर j 1 के बराबर नहीं है यदि j 1 के बराबर है तो कोई भी s या N 1 जैसे शुरुआती नॉन टर्मिनल जो भी हम संकेतन रूप में उपयोग करते हो को दर्शाता है तो अब यह बेस केस है अब इंडक्टिव केस क्या होगा इसलिए इंडक्टिव केस यह होगा कि मुझे इसे टॉप डाउन फैशन में गणना करना होगा तो क्या आप यहां इंडक्टिव केस के बारे में सोच सकते हैं अब मैं यहाँ क्या दिखा रहा हूँ कि इस इंडक्टिव केस की 2 संभावनाएँ क्या हैं तो मुझे बस कागज पर जल्दी से दिखाने दो मुझे अल्फ़ा j p q की गणना करनी है और मैं टॉप डाउन जा रहा हूँ अब अल्फ़ा j p q क्या है मेरे पास एक नॉन टर्मिनल N j है जो W p से W q तक प्राप्त करता है और बाकी सब W 1 से W p माइनस 1 और W q प्लस 1 से W m तक वाक्य में है अब मुझे इसे टॉप डाउन तरीके से करना होगा इसलिए मुझे ऊपरी लेबल से संभावना का उपयोग करना होगा इसलिए मैं कहूंगा कि वह नॉन टर्मिनल कौन सा है जो इस N j को किसी अन्य नॉन टर्मिनल के साथ प्राप्त करता है और फिर से यह या तो लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड हो सकता है आइए हम उस मामले को लेते हैं जहां यह लेफ्ट चाइल्ड है तो मैं कहूंगा कि कुछ नॉन टर्मिनल N f है यह P से शुरू हो रहा है आपको कुछ W e P e लेना होगा जो N j और कुछ N g प्राप्त करता है और यहां क्या पैरामीटर है यह p q है यह q प्लस 1 से e तक होगा तो यह q प्लस 1 से e को प्राप्त कर रहा है अब मैं इसे टॉप डाउन कर रहा हूँ इसलिए मैंने पहले ही इसे पूरा कर लिया है जो कि इस क्रम की संभावना है और W e प्लस 1 से m तक यह मैंने पहले ही प्राप्त कर लिया है अब मुझे अल्फ़ा j p q में जो प्राप्त करना है वह W 1 से W p माइनस p N j p q और W q प्लस 1 से W m की संभावना है यही मुझे प्राप्त करना है अब यहाँ मैं पहले से ही इस संभावना को प्राप्त कर चुका हूं और N f p e और कहीं W q प्लस 1 से W m तक प्राप्त कर चुका हूं तो मैं इसे N f p e के संदर्भ में कैसे लिखूं मैं कहूंगा कि यह N f p e है हालांकि वे अलग अलग N f p e संभव हो सकते हैं हम उसके ऊपर जोड़ बाद में करेंगे गुना इसकी संभावना जो N f आपको N j N g देता है पहले से ही हम यहां आ चुके हैं और यह W q प्लस 1 से W e तक प्राप्त कर रहा है क्योंकि मुझे इन संभावनाओं की भी आवश्यकता है अब मैं कैसे करूं मैं इस अभिव्यक्ति को कैसे लिखूं जो हमने पिछले मामले में किया था तो यह और कुछ नहीं बल्कि इनसाइड संभावना है तो यह बीटा g q प्लस 1 से e तक होगा और इससे मुझे इस विशेष निष्कर्षण के लिए संभावना मिलती है हालांकि विभिन्न योग हैं जो हमें करने होंगे वही मामला हम कर सकते हैं जब यह राइट चाइल्ड हो तब N g यहां आएगा और यह बहुत बहुत समान है यदि आप उन्हें इस मामले में देखते हैं तो यह वह जगह है जहां यह एक लेफ्ट चाइल्ड है यह वह जगह है जहां यह एक राइट चाइल्ड है इस मामले में जैसा कि हमने किया है यह इस नियम की अल्फा f p e संभावना है और इस पूरे अनुक्रम की इनसाइड संभावना है और ये योग क्या हैं सभी संभव f और g के ऊपर क्योंकि यह कोई भी नॉन टर्मिनल हो सकता है जो इस N के साथ किसी अन्य नॉन टर्मिनल तक आ रहा है और क्या कुछ और है जो अलग अलग हो सकता है मेरा e q प्लस 1 से m तक भिन्न हो सकता है इसलिए मैं सभी संभावनाओं का जोड़ कर रहा हूं और आप इसी तरह दूसरे मामले को देख सकते हैं अब यहाँ क्या महत्वपूर्ण है आप यह इनसाइड संभावनाओं का उपयोग करके इस आउटसाइड संभावनाओं की गणना कर सकते हैं इसका मतलब है आपको पहले इनसाइड संभावनाओं की गणना करनी होगी फिर उसका उपयोग करके आउटसाइड संभावनाओं की गणना करनी होगी हालांकि आउटसाइड संभावनाओं की गणना करना इनसाइड संभावनाओं की गणना करने की तुलना में बहुत अधिक कठिन है यदि आप ऐसा कागज पर करना चाहते हैं तो यही कारण है कि हमने केवल इनसाइड संभावनाओं के लिए एक उदाहरण दिया है अब इस जगह पर आते हुए याद रखें कि जब मैं यह कह रहा था कि हमने इनसाइड और आउटसाइड संभावनाओं का इस तरह का पैरामीटराइजेशन किया है कि यदि हम गुणा करें तो हमारे पास कुछ दिलचस्प था जिसे हम आगे उपयोग कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा उद्देश्य नियम की संभावनाओं की गणना करना भी है यह मेरा तीसरा प्रश्न है मैं पूछ रहा था कि मैं PCFG की मेरी नियम संभावनाओं की गणना कैसे करूं यहां हम अगले लेक्चर में आएंगे आइए हम जल्दी से देखें कि मुझे क्या मिलेगा जब मैं बीटा j p q के साथ अल्फा j p q को गुणा करता हूं तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो अल्फ़ा j p g और कुछ भी नहीं बल्कि W 1 से W p माइनस 1 N j p q और W q प्लस 1 से m की संभावना है जहां मेरा ग्रामर दिया हुआ है और बीटा j p q ग्रामर में दिए गए W p q और N j p q की संभावना है तो आप इन दोनों को गुणा करते हैं आप देखेंगे कि W p q यहाँ आ सकता है और N p q को भी यहाँ रखा गया है क्योंकि यहाँ मुझे N j p q की आवश्यकता है जो पहले ही मुझे दिया जा चुका है तो यह गुणा है अब यह क्या कहता है तो यह कह रहा है कि अगर मैं बीटा j p q के साथ अल्फा j p q को गुणा करता हूं तो मुझे W 1 से W m तक के शब्दों के इस पूरे अनुक्रम को उत्पन्न करने की संभावना मिलती है और जब मेरा ग्रामर दिया गया है तब यह एक नॉन टर्मिनल N j जिससे W p से W तक प्राप्त होता है अब मान लीजिए कि मैं इस संभावना का पता लगाना चाहता हूं कि कोई भी संभावित नॉन टर्मिनल W p से W q तक प्राप्त करता है यहां W p से W q तक कुछ लगातार स्पैनिंग हैं उस स्थिति में मुझे सभी संभावित j पर योग करना होगा जो मैं बीटा j p q में अल्फ़ा j p q के लिए हर संभव j पर योग करके प्राप्त कर सकता हूं यह वाक्य की संभावना है और यहां W शब्द p से शब्द q तक कुछ लगातार स्पैनिंग है और यह आप इस तरीके से लिख सकते हैं यह वही है जो N 1 से W 1 m प्राप्त होता है और N P q से W p q प्राप्त होता है यह और यह N j के इस विशेष इंडेक्ससूची को छोड़कर समान बात है अब यदि हम पिछले उदाहरण पर वापस जाते हैं जो हमने लिया था तो इसका क्या मतलब है तो संभावना है कि यह पूरा वाक्य द गनमैन स्प्रेड द बिल्डिंग विद बुलेट्स और यहां शब्द 4 से शब्द 5 तक कुछ लगातार स्पैनिंग हुआ है इसका मतलब है कि कुछ नॉन टर्मिनल हैं वे इस क्रम को शब्द 4 से शब्द 5 तक प्राप्त करते हैं मैं इसे कैसे प्राप्त करूं यह सभी संभव नॉन टर्मिनलों N j पर इस तरह से जोड़ होना चाहिए कि ऐसा होता है कि द गनमैन स्प्रेड द बिल्डिंग विद बुलेट्स N j p q गिवेन g और यह कुछ भी नहीं है बल्कि अल्फा NP 4 5 बीटा NP 4 5 ही है तो यहां मैं सभी संभव j ले रहा हूं j NP V p और इसी तरह हो सकता है जो भी नॉन टर्मिनल हैं तो मैं एक विशेष j के लिए अल्फा बीटा को गुणा करता हूं और समस्त संभव j के लिए जोड़ देता हूं जो मुझे यह संभावनाएं देता है इसलिए यहां तक कि यह बहुत स्पष्ट नहीं हो सकता है कि इस विशेष संभावना मूल्य को प्राप्त करने का वास्तविक उपयोग क्या है मैं इसे आगे कैसे प्रयोग करूं और यही हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि मैं अपने प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के नियम संभावनाओं को सीखने के लिए इस इनसाइड आउटसाइड संभावना का उपयोग कैसे करूं इसलिए मुझे आशा है कि इनसाइड आउटसाइड संभावना का कंसेप्ट आपके लिए स्पष्ट है और फिर हम देख सकते हैं कि अगली कक्षा में इसका उपयोग कैसे किया जाए